नमस्कार गतिविधि निगरानी पर केस स्टडी के इस दूसरे भाग में हम स्मार्टफ़ोन आधारित गतिविधि निगरानी प्रणाली के एक संक्षिप्त प्रदर्शन से गुजरेंगे तो यह एक बहुत ही बुनियादी सेट अप है इसका मतलब है हमारे पास एक स्मार्टफोन है हमारे पास एक रिमोट सर्वर है और हमारे पास एक नेटवर्क है आजकल स्मार्टफ़ोन कंप्यूटर लैपटॉप पीसी की तरह ही अच्छे हैं और वास्तव में कुछ मामलों में वे पारंपरिक पीसी की तुलना में अधिक शक्तिशाली हैं इसलिए हम जो करने की योजना बना रहे हैं वह यह है कि आजकल हर कोई स्मार्टफ़ोन ले रहा है आजकल लगभग हर कोई स्मार्टफ़ोन इस्तेमाल कर रहा है इसलिए हम इनबिल्ट सेंसर का उपयोग करने जा रहे हैं और हम नेटवर्क पर स्मार्टफ़ोन सेंसर से डेटा को रिमोट सर्वर पर प्रसारित करने का प्रयास करने जा रहे हैं जिस पर हम आने वाले डेटा की कल्पना कर सकते हैं इसलिए इस भाग के लिए हमने इसे उतना नहीं खोजा है लेकिन प्रारंभिक सफलताओं को देखते हुए हम यह अनुमान लगाते हैं कि इसमें एक बड़ी क्षमता है और अगर ठीक से काम किया जाए तो इसे मानक या पारंपरिक IoT आधारित प्रौद्योगिकियों के साथ आसानी से एकीकृत किया जा सकता है यहां तक कि स्मार्ट घरों स्मार्ट कार्यालयों स्मार्ट भवनों परिवहन और सब कुछ में इसलिए आपका निर्णय जो हम प्रस्तावित कर रहे हैं आप निर्णय सर्वर पर कर रहे हैं हमने अभी नेटवर्क से रिमोट सर्वर पर स्मार्टफोन से डेटा प्रसारित किया है अब शुरुआत से पहले मैं कुछ चीजों को स्पष्ट करना चाहूंगा इसलिए मुझे आशा है कि आपके स्मार्ट फोन कुछ विशेष सेंसर के साथ निर्मित होते हैं विशेष रूप से आपके पास अपने एक्सीलेरोमीटर होते हैं प्रत्येक स्मार्टफ़ोन में कम्पास और जाइरोस्कोप भी होंगे तो कम्पास या मैग्नेटोमीटर यह आपको उत्तर दिशा के संबंध में चुंबकीय रीडिंग देगा और आपका जाइरोस्कोप आपको अपने स्मार्टफ़ोन का अभिविन्यास देगा इसलिए उदाहरण के लिए आपका एक्सेलेरोमीटर आपको एक्सीलेरेशन की रीडिंग देगा तो मान लीजिए कि यह स्मार्टफ़ोन आपके साथ यात्रा कर रहा है तो कुछ झटके के मामले में यह एक्सेलेरोमीटर उच्च आवेग प्रतिक्रिया उत्पन्न करेगा गायरोस्कोप के मामले में यदि आपके स्मार्टफ़ोन का ओरिएंटेशन बदलता है भले ही एक झुकाव या कोण या ऐसा कोई अन्य परिवर्तन हो तो गायरोस्कोप इसे रिकॉर्ड करेगा और आपका मैग्नेटोमीटर जो दिशा का पता लगाने के लिए जिम्मेदार होगा आप नॉट के संबंध में आगे बढ़ रहे हैं और इसके अलावा लगभग सभी स्मार्टफोन GPS से लैस हैं तो आपके पास लगभग सभी स्मार्टफोन में चार बहुत ही बेसिक सेंसर पाए जाते हैं आपका एक्सेलेरोमीटर गायरोस्कोप मैग्नेटोमीटर और GPS जो इन चार सेंसर और शायद सेंसर की आंतरिक घड़ी आपके स्मार्टफ़ोन की आंतरिक घड़ी और नेटवर्क अटैचिंग क्षमता के संयोजन का उपयोग करते है इसका मतलब है क्योंकि आपका स्मार्टफ़ोन पहले से ही सेल्युलर कनेक्शन या वाई फाई कनेक्शन से सक्षम है इसलिए आप अपने डेटा को दूरस्थ स्थान पर संचारित करने के लिए इन दोनों में से किसी भी एक कनेक्शन को चुन सकते हैं इसलिए यह स्मार्टफ़ोन के बारे में था हम इस विवरण में नहीं जा रहे हैं कि हम अपने प्रदर्शन के उद्देश्य के लिए किस डेटा को किस नेटवर्क पर प्रसारित कर रहे हैं हम एक स्थानीय वाई फाई नेटवर्क चुन रहे हैं जिस पर सर्वर भी जुड़ा हुआ है और सर्वर दूरस्थ रूप से स्थित है मैं उस सर्वर को दूरस्थ रूप से एक्सेस करने के लिए अपने डेस्कटॉप का उपयोग करूंगा और मैं अपने रिमोट सर्वर से एंड्रॉइड ऐप के माध्यम से लॉग इन करने की कोशिश करूंगा ताकि डेटा को सीधे प्रसारित किया जा सके तो मेरे पास मेरा एंड्रॉइड ऐप है मैंने इसे वाई फाई नेटवर्क से जोड़ा है मैं इस ऐप को खोलता हूं इसे I RAID नाम दिया है तो इसे तीन फ़ील्ड मिल गए हैं एक उपयोगकर्ता का नाम है एक सर्वर का आईपी पता है और एक पोर्ट है तो अगर आपको रास्पबेरी पाई के साथ IoT पर वह व्याख्यान याद है तो हम वहां भी 2 बुनियादी चीजों का उपयोग कर रहे थे एक आईपी एड्रेस था दूसरा पोर्ट था इसलिए यहाँ पर हम सर्वर और पोर्ट इन 2 का उपयोग कर रहे हैं जिस पर आपका डेटा अपलोड किया जाएगा और हमें दो बटन मिलेंगे एक शुरू करने का है और एक बंद का है इसलिए सर्वर पर मैं अपना पाइथन सर्वर शुरू करूंगा तो इस वेब सर्वर को वेब सॉकेट्स के लिए पायथन लाइब्रेरी फंक्शन पर बनाया गया था इसे ऑटो बैन के रूप में जाना जाता है और इस ऑटो बैन और इस मुड़े ढांचे का उपयोग करके हमने इस वेब सॉकेट सर्वर को बनाया और इसी तरीके का उपयोग करके इस एंड्रॉइड फोन पर इस एप्लिकेशन के लिए एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग किया गया था इसलिए मैं अपना सर्वर आईपी एड्रेस देता हूं और पोर्ट नाम वही है जो मैं कुछ उपयोगकर्ता का नाम प्रदान करूंगा इसलिए जब भी मैं अपना कनेक्शन आरंभ करता हूं तो हम पहले सर्वर पर वास्तव में कनेक्शन की अपेक्षा करते हैं इसलिए जब भी मैं स्मार्टफ़ोन पर अपने कनेक्शन को आरंभ करता हूं जुड़ा होने का टेक्स्ट संदेश आता है और यदि आप सर्वर पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप देखेंगे कि डेटा सर्वर पर आ रहा है इसलिए यह कुछ फ़ील्ड है पहले वह दिनांक फ़ील्ड है जिस पर डेटा एकत्र किया जा रहा है अगला समय फ़ील्ड है तब तीसरा फ़ील्ड है जिसे हमने जानबूझकर खाली रखा है और इस प्रदर्शन उद्देश्य के लिए हम केवल एक्सीलेरोमीटर मानों को लॉग कर रहे हैं इसलिए यदि आप देखते हैं कि मैं इसे झटकेदार क्षण देता हूं तो सर्वर पर मान अचानक बदल जाते हैं और इसके अलावा हम सर्वर के लिए एक और लिंक खोलते हैं और हम एक प्लॉटिंग फ़ंक्शन खोलते हैं इसलिए एक थ्रेड पर डेटा को स्मार्टफ़ोन से नेटवर्क पर अपलोड किया जा रहा है दूसरे थ्रेड पर हम एक प्लॉटिंग फ़ंक्शन चला रहे हैं इसलिए यदि आप स्क्रीन पर देखते हैं तो प्लॉटिंग विंडो पॉप अप हो जाती है इसलिए चूंकि यहां कुछ भी प्लॉट नहीं किया जा रहा है इसलिए मुझे कुछ मापदंडों को बदलने की आवश्यकता हो सकती है इसलिए अब सर्वर पर मेरा डेटा लगातार आ रहा है तो यह मेरा प्लॉटिंग फंक्शन है और प्लॉट प्रोग्राम में फिर से आप इन तीन लाइनों को देखते हैं जो एक्सीलरोमीटर xy और z रीडिंग को दर्शाते हैं इसलिए यदि आप देखते हैं कि मैं अपने स्मार्टफ़ोन को स्थानांतरित करता हूं तो ये लाइनें ऊपर और नीचे जाती हैं इसलिए हमने इस डेटा को फ़िल्टर करने की कोशिश नहीं की है जिसे आप प्लॉट करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि यह सर्वर में आ रहा है इसमें कुछ भी देरी करने वाला तत्व नहीं मिला है बस वहाँ सभी सेंसर मान प्लॉट किए जा रहे हैं तो इससे एक बात आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपका स्मार्टफ़ोन एक लेवल एरिया पर रखा गया है तो आप देखते हैं कि आपका x अक्ष y अक्ष कमोबेश एक ही तल पर लगभग एक दूसरे पर और z z अक्ष दस की रीडिंग देता है तो यह मूल रूप से यह दर्शाता है कि यह जमीन से कुछ दूरी पर है यह शून्य स्थिति या x और y अक्ष के समान नहीं है इसलिए जब भी मैं अपने को बदलता हूं तो शायद मैं अपने फोन को झुकाता हूं यदि आप स्क्रीन पर देखते हैं तो नीली रेखा ऊपर जाती है इसका मतलब है Smartphone की x धुरी बदलती है अब जब भी मैं फोन को इस तरह से झुकाता हूं तो आप देखते हैं कि मेरा z अक्ष नीचे चला जाता है तो यह जमीन के बहुत करीब है जबकि मेरा y अक्ष ऊपर जाता है तो y अक्ष पढ़ना बदल गया है इसलिए मूल प्राथमिक अनुप्रयोग जो इससे प्राप्त किया जा सकता है शायद इसका उपयोग परीक्षक स्तर के रूप में किया जा सकता है ताकि यह जांचा जा सके कि आपके स्तर सही हैं या नहीं क्या आप शायद जमीन के समानांतर सब कुछ डालने वाले हैं लेकिन आपको कुछ प्रकार के स्तरीय परीक्षण उपकरण कि आवश्यकता है जो आपको माप बता सकते हैं तो यह एक संभावित अनुप्रयोग हो सकता है अन्य संभावित अनुप्रयोगों में इन सेंसर का उपयोग करना और उन्हें विभिन्न मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के साथ संयोजन करना शामिल हो सकता है तो इसके लिए आपको एक पूर्व या ऐतिहासिक डेटा चाहिए जिस पर आपके विभिन्न मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को प्रशिक्षित किया जाएगा इसलिए पर्यवेक्षित शिक्षण के लिए आप इस आधार पर गतिविधि का पता लगा सकते हैं कि यह केवल उन गतिविधियों की निगरानी है हम किसी प्रकार की बुद्धिमत्ता नहीं दे रहे हैं कि यह फोन है या नहीं यह फोन रखने वाला व्यक्ति नीचे बैठा है या नहीं सीधा खड़ा है या लेटा हुआ है इसलिए इस प्रकार की चीजों को इस ढांचे में अतिरिक्त रूप से जोड़ा जा सकता है ताकि यह अधिक मजबूत और अधिक विश्वसनीय और अधिक कार्यात्मक बन सके तो एक बुनियादी गतिविधि है जो किसी अन्य अनुप्रयोग की निगरानी कर सकती है जो बहुत उपयोगी हो सकती है जो गिरने का पता लगा सकती है जैसे हमने चिकित्सा रोगी की निगरानी के लिए पिछले व्याख्यान में चर्चा की थी कि आपको गिरने की स्थिति का पता लगाने के लिए आपको आपातकालीन अलर्ट दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है तो शायद इसका उपयोग करने से आप एक गिरावट का पता लगा सकते हैं और एक गिरावट का पता लगने के बाद विभिन्न आपातकालीन सेवाओं को अलर्ट किया जा सकता है आप एक गिरावट का पता चलने के बाद सर्वर से एक प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं सर्वर फोन उपयोगकर्ता से पूछेगा कि क्या आप वास्तव में गिरे है या नहीं यह सेंसर से गलत सूचना हो सकती है या ऐसा आकस्मिक झटके या अचानक टक्कर के कारण हो सकता है इसलिए यदि उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया देने की स्थिति में है तो यह ठीक है और यदि उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया देने की स्थिति में नहीं है इसलिए शायद कुछ गलत हो गया है और आपातकालीन सेवा अस्पतालों और रिश्तेदारों को सतर्क किया जा सकता है तो ये कुछ बुनियादी निहितार्थ और अनुप्रयोग हैं जिन्हें इस दृष्टिकोण में इस ढांचे का उपयोग करके विकसित किया जा सकता है तो यह वास्तव में उपयोगकर्ताओं की कल्पना तक सीमित है कि और क्या किया जा सकता है इसलिए मुझे आशा है कि यह आपके लिए उपयोगी रहा है